PV सोर्स का emulation बहुत अनिवार्य है जब भी आप कोई PV रिसोर्सेज पर एक्सपेरिमेंट या सर्किट डिजाइन का कार्य करना चाहेंगे आपको एक ऐसे सोर्स की जरूरत होगी जो दिन के सभी समय स्थित हो और उपलब्ध हो जिससे कि आप अपने सर्किट को जांच सकें और उस पर कोई भी प्रयोग कर सकें उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि वह सोर्स इंसुलेशन के बदलने के साथ ना बदले और वह स्वतंत्र हो सूर्य की रोशनी से बादल से बारिश से जिससे यह सर्किट कार्य कर सके इसलिए एक ऐसा सोर्स का होना बहुत जरूरी है जोकि स्थिर हो और दिन के सभी समय उपलब्ध हो जिससे कि आप अपना एक्सपेरिमेंट और सर्किट डिज़ाइन कर सकें इसलिए अब हम इस समस्या को देखेंगे जिससे कि आप एक सोर्स बना सकें जोकि PV सोर्स को emulate करता हो अब हम कुछ सर्किट को उदाहरण को देखेंगे कि कैसे हम इसे बना सकते हैं सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक light सोर्स का प्रयोग करें उदाहरण के तौर पर हम PV पैनल लेते हैं मान लीजिए कि आपके पास एक PV पैनल या PV मॉड्यूल है जिसमें से दो तार बाहर निकले हैं एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव जिसमें आपने लोड को कनेक्ट कर दिया है अब इस PV मॉड्यूल को excite करिए लाइट सोर्स के मदद से जिससे कि वह पावर डिलीवर कर सके जिसके लिए हमें इस तरह के किसी परिक्षेत्र की आवश्यकता है तो यह वह परिक्षेत्र है यहां एक पंखा भी लगा है जोकि 230 volt बल्ब के चलते होने वाले गर्म हवा को बाहर फेकता है यह परिक्षेत्र में लगे हुए बल्ब energize करेंगे PV मॉड्यूल को जिससे कि वह पावर डिलीवर कर सकेगा PV मॉडल पर पड़ने वाली intensity को आप कंट्रोल कर सकते हैं लगे हुए बल्बों को जलाने और बुझाने के हिसाब से इसलिए प्रकाश के लिए आप ऐसे बल्बों का चयन कर सकते हैं जिसका स्पेक्ट्रम सूर्य के प्रकाश के आसपास हो यह सब बल्ब मैनुअल switches के जरिए लगे होने चाहिए जिससे कि हम जितना चाहे उतना बल्ब energize करें और लोड PV पैनल के टर्मिनल पर लगा होना चाहिए विवाह एक बहुत सामान्य PV सोर्स है जोकि PV की सहायता से बना है इस PV मॉड्यूल का आउटपुट एक्स्पोज़र के क्षेत्र पर निर्भर करेगा जिसका यह मतलब है की अगर आपको अधिक पावर चाहिए तो आपको अधिक एरिया में बल्ब लगाने होंगे जिससे कि आप उनको चला सके और कंट्रोल कर सके परंतु यह एक बहुत संभव समाधान नहीं है अधिक पावर पाने के लिए कम पावर एवं छोटे प्रयोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है पर जैसे ही आप 1 किलो वाट से अधिक पावर के लिए जाते हैं आपको दूसरे विकल्प तलाशने होंगे अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक PV सोर्स को emulate करते हैं बिजली के उपकरणों के माध्यम से अब हम एक सामान्य DC सोर्स लेंगे वह प्रयोगशाला में उपस्थित पावर सप्लाई या बैटरी भी हो सकती है मान लीजिए हमने एक बैटरी लिए और उसमें एक रजिस्टेंस सीरीज में लगाया है उस बैटरी का नाम Vdc है और रजिस्टर का नाम RS है तो यह Vdc और RS मिलकर एक सामान्य सा PV सोर्स एम्युलेटर बनाते हैं इस सर्किट के टर्मिनल पर आपको vT वोल्टेज मिलेगा और वह एक PV सोर्स की तरह होगा अब इसमें एक लोड रजिस्टर R0 लगाते हैं जिसे हम बदल सकते हैं 0 से इनफिनिटी के बीच में उसे ओपन या क्लोज सर्किट करके जो वोल्टेज टर्मिनल पर मिलेगा उसे vT कहते हैं और जो करंट सर्किट में बह रही है उसे iT कहते हैं अगर अब हम इसकी IV करैक्टेरिस्टिक्स को देखें तो यह एकदम PV सोर्स की तरह दिखता है इसलिए हम इसको एक सामान्य PV सोर्स एम्युलेटर कह सकते हैं आइए अब इसकी करैक्टेरिस्टिक्स को प्लाट करें जिसमें X एक्सेस पर हम vT लेते हैं और Y एक्सेस पर हम iT लेते हैं अब हम R0 को बहुत बड़ी संख्या में लेते हैं जैसे कि infinity इसका मतलब ओपन सर्किट होता है तब सर्किट में बहने वाली करंट iT 0 होती है ऐसे समय में X एक्सेस पर vT की वैल्यू Vdc के बराबर होती है और इस समय RS मैं कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता इसलिए हम इसे एक ऑपरेटिंग पॉइंट मानेंगे और इसे Vdc पॉइंट से mark करेंगे जहां पर R0 की वैल्यू infinite है और यह ओपन सर्किट की तरह काम करेगी अब हम टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे जिसका मतलब यह है कि vT 0 के बराबर होगा और हम इस पॉइंट को y axis पर मार्क करेंगे जहां करंट की वेल्यू Vdc RS के बराबर होगी सबसे विशेष बात इस पॉइंट की यह है कि यहां पर R00 है जैसा कि आप R0 को 0 से infinity के बीच बदल रहे हैं सर्किट को ओपन या क्लोज कर के आपको अनेक बिंदुओं के माध्यम से यह ग्राफ एक सीधी रेखा के समान दिखाई देगा इस रेखा के मध्य भाग में स्थित बिंदु को Vm Im के नाम से जाना जाएगा अब हमें ऐसा देखना है कि हम इसे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य भाग में ही इन दोनों Vm Im का गुड़ा करने पर पावर maximum आएगा इस बिंदु पर इन दोनों का गुणा करने पर यह शून्य के बराबर होगा क्योंकि यहां वोल्टेज 0 के बराबर है जबकि करंट भले ही VdcRS के बराबर है यहां इस बिंदु पर वोल्टेज Vdc के बराबर होगा जबकि करंट 0 के बराबर होगा इसलिए यहां आपको पावर का ट्रायंगुलर curve दिखाई देगा जिसमें एक peak operating पॉइंट भी होगा fill factor क्या होगा fill factor यह Vm Im को अगर हम डिवाइड करेंगे VocIsc से तो हमें fill factor मिलेगा Vm यह x axis के बीच का पॉइंट है इसलिए यह Vdc2 के बराबर होगा Im यह y axis के बीच का पॉइंट है इसलिए यह Vdc2RS के बराबर होगा और Voc Vdc के बराबर होगा और यह Isc Vdc RS के बराबर होगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 025 मिलेगी जोकि बहुत ही खराब fill factor की वैल्यू है क्योंकि इसकी वैल्यू 07 से 08 तक अच्छी मानी जाती है पर यह PV सोर्स एम्युलेटर एक सामान्य एम्युलेटर है जोकि रात में भी कार्य कर सकता है इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है यह PV सोर्स एम्युलेटर बहुत अच्छी क्षमता वाला नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्किट में बहने वाली करंट iT हमेशा पावर लॉस कराएगी जिसकी वैल्यू iT स्क्वायर RS होगी जिसके चलते सर्किट गर्म होती रहेगी इसलिए हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे हम इस गर्मी को सर्किट से निकाल सकें इसलिए आपको इसकी गर्मी को निकालने के लिए या तो पंखा लगाना होगा या तेजी से हवा का बहाव करना होगा जिससे कि यह एक अच्छा PV सोर्स emulator बन सके अब इस DC वोल्टेज सप्लाई की तरफ ध्यान दीजिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं पर बैटरी का उपयोग करना यहां ठीक नहीं है क्योंकि एक सामान्य वोल्टेज बनाए रखने के लिए बैटरी को हमेशा चार्ज करना पड़ेगा दूसरे माध्यमों से परंतु यह ज्यादा अच्छा होगा कि बैटरी की जगह हम DC पावर सप्लाई ऐसी जगह से लें जो हमेशा समान रूप से बनी रहे जैसे कि grid से इसलिए हम DC जेनरेटर का सोर्स की तरह प्रयोग करेंगे जो कि हमेशा grid से जुड़ा हुआ होगा अब हम इसे बदल देते हैं अब हम DC सोर्स की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेंगे जिससे हमें लगातार पावर 230 V grid से मिलता रहेगा चलिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर ड्रॉ करिए जिससे कि हम विभिन्न तरह के वोल्टेज grid से ले सके और इसे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जोड़ दीजिए इसमें एक कैपेसिटर फिल्टर भी लगाइए इस ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से हमें DC सोर्स मिल जाएगा जिसकी वैल्यू हम ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से बदल सकते हैं आप देखें यहां से यहां तक तो यह एक PV सोर्स एम्युलेटर है जोकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर और ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर से बना हुआ है जोकि बाजार में आसानी से मिल जाता है अब हमारा PV सोर्स एम्युलेटर बनकर तैयार है इसलिए यह एक अच्छा सर्किट है जिसको आप किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं यहां पर लोड लगाकर और किसी भी PV सेल को टेस्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं एम्युलेटर का उपयोग करके प्रयोग की गई चीज वास्तविक रूप से PV सोर्स पर भी काम करेगी अब हम एक switched mode DC DC कनवर्टर आधारित PV सोर्स एम्युलेटर बनाएंगे जैसा कि आप पिछली सर्किट में देख चुके हैं यह एक सामान्य सर्किट थी परंतु इसमें एक कमी है जैसे कि यह बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा पावर लॉस हो रहा है RS मैं और IV करैक्टेरिस्टिक्स भी अच्छी नहीं है क्योंकि fill factor बहुत कम है 025 परंतु इस सर्किट की एक ख़ासियत भी है कि यह बहुत सिंपल है और आसानी से बन जाती है यहां हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे की DC DC कनवर्टर कैसे काम करती है और कैसे switched mode DC DC का प्रयोग करके हम एक PV सोर्स एम्युलेटर बनाते है जिसमें IV करैक्टेरिस्टिक हूबहू PV सेल की तरह होता है आइए अब हम switched mode DC converter का चित्र बनाएं जो कि एक PV सोर्स एम्युलेटर की तरह कार्य करेगी यह एक करंट कंट्रोल कनवर्टर है इसलिए हम iT को कंट्रोल कर सकते हैं अब हमारे पास दो iT करंट है एक रेफरेंस है दूसरा फीडबैक है दोनों को कंपेयर करने पर error सिग्नल जनरेट होता है जो हम PI कंट्रोलर से पास करते हैं और कंट्रोलर के आउटपुट को PWM मैं देते हैं यहां हम PWM को triangular सिग्नल देते हैं और आउटपुट को DC कनवर्टर का ड्यूटी साइकल बना देते हैं इसी तरह DC कनवर्टर को हम Vdc दे रहे हैं और DC कनवर्टर का आउटपुट emulate कर रहा है PV सोर्स को जोकि लोड R0 से जुड़ा हुआ है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट iT को हम कंट्रोल कर रहे हैं और इसको फीडबैक के तौर पर भेज भी रहे हैं जोकि PI कंट्रोलर से PWM से और DC DC कनवर्टर से पास हो रही है और यह टर्मिनल करंट iT को हम इस तरह से फीडबैक करते हैं और उसे PI कंट्रोलर में भेजते हैं जिससे कि error0 हो जाए इसका यह मतलब है कि दोनों करंट iT एवं iT बराबर होंगी अब हम dc dc कनवर्टर को देखते हैं जिससे हम PV एम्युलेटर बना रहे हैं यह कनवर्टर की छमता बहुत अच्छी है और इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं है जैसा कि पहले वाले सर्किट में था यह vT आउटपुट वोल्टेज है जिससे हम vT versus iT करैक्टेरिस्टिक्स बनाएंगे हम यहां देख रहे हैं कि यहां एक लोड R0लगा हुआ है और एक लोड लाइन 1R0 खींची हुई है जो कि ग्राफ से जहां टकरा रही है उसे ऑपरेटिंग प्वाइंट कहते हैं इसलिए यहां ऑपरेटिंग प्वाइंट vT और iT है इस vT का प्रयोग करके हम iT reference जनरेट करते हैं तो अब हम क्या करते हैं की हम lookup टेबल vT versus iT देखते हैं जोकि उपयोग में आता है iT रेफरेंस को जनरेट करने के लिए तो आप इस टेबल में देख रहे हैं कि हम vT को इनपुट के तौर पर देते हैं और हमें iT आउटपुट के तौर पर मिल जाता है यह iT को हम रेफरेंस के तौर पर उपयोग करते हैं और इस तरह से रिफरेंस जनरेट किया जाता है अब मान लीजिए कि R0 को बढ़ाया जाता है तो इसका यह मतलब है कि अब रोड लाइन हरा कलर की तरह दिखेगा इसका यह मतलब है कि अब करंट घट जाएगी और वोल्टेज बढ़ जाएगा लोड लाइन के बदलने से vT और iT मैं परिवर्तन होगा इनके परिवर्तन होने के चलते हम look up टेबल मैं देखेंगे कि अब IV करैक्टेरिस्टिक्स मैं क्या बदलाव है और अब iT मैं क्या परिवर्तन आया है अब यह iT की वैल्यू कम हो गई है जिससे कि अब दोनों करंट आपस में बराबर होने की कोशिश करेंगे जिससे कि error0 हो सके इस तरह R0की किसी भी वैल्यू के लिए यह कनवर्टर ट्रैक करेगा iT को और IV करैक्टेरिस्टिक्स देगा इसलिए यह look up टेबल बहुत अनिवार्य है जो भी करैक्टेरिस्टिक्स आप इस टेबल में डालेंगे वैसा ही आपको हूबहू सारे पैरामीटर मिलेंगे